नमस्कार इस विशेष मोड्यूल में आपका स्वागत है तो जब हम वेफर को साफ़ करने औए प्री बेकिंग के बारे में बात करते हैं स्क्रबिंग जो कि संक्षिप्त में HMDS है और तापमान 125 और उससे अधिक हो सकता है कुछ लोग हॉट प्लेट पे एक मिनट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड का उपयोग भी करते हैं यह जुड़ाव को बेहतर बनाने के लिए है अब जब आप फ़ोटोरेसिस्ट पर आते हैं तो फ़ोटोरेसिस्ट एक पोलीमर है जोकि ठोस जैविक पदार्थ है और जिसका उपयोग वेफर की सतह पर डिज़ाइंड पैटर्नड के गुण होने चाहिए और सबसे पहले वेक्यूम चक में वेफ़र को पकड़ना है और तब 3 से 5 मिलीलीटर फोतोरेसिस्ट का छिडकाव करना है उसके बाद 500 rpm पर धीरे से घुमाना और उसके बाद उसे बढाते हुए 1100 से लेकर 5000rpm के उच्चतर स्तर तक ले जाना केंद्रपसारक बल अर्थात सेन्ट्रीफ्युगल फ़ोर्स को नीचे दी गयी स्लाइड्स में देखेंगे और मोटापन अर्थात थिकनेस की सूची दी गयी है जैसा कि हमने पूर्व में ही चर्चा की है कि मास्क हट जाता है और UV लाइट में रखने से रेसिस्ट बना रहता है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि फोटोरेसिस्ट बना रहता है यह UV लाइट में हटता नही है यह आपका सकारात्मक फोटोरेसिस्ट के विषय में UV लाइट में रखने पर यह मजबूत हो जाता है जो भाग UV प्रकाश में नही रहता वह कमजोर हो जाता है मै दुबारा दोहराता हूँ पोजिटिव फोटोरेसिस्ट के विषय में जो भाग UV प्रकाश में नही रहता है वह कमज़ोर हो जाता है अब यह फोटोरेसिस्ट छिडकाव करने का यंत्र अर्थात फोटोरेसिस्ट डिस्पेंसर का छिडकाव होगा जैसा कि हमने पहले ही चर्चा में कहा था गुणवत्ता मापदंड वही रहेंगे तो सॉफ्ट बेकिंग क्या है तो जैसा कि आप स्लाइड में देखते हैं जब मेरे पास धातु है उस पर ओक्सीडाईजड सिलिकॉन है अर्थात यह मेरा धातु या पदार्थ है और यह सिलिकॉन डाईओक्सैजड है इसे ईच रेसिस्टेंस कहते हैं ईच रेसिस्टेंस तथा दोषों से मुक्त होना चाहिए अब मै आपके लिए दो विडिओज़ चलाऊंगा जिससे आप समझ पाए कि फोटोरेसिस्ट को स्पिन कोट कैसे किया जाता है नमस्ते और हमारी इस प्रयोगशाला स्पिन 2 और 3 हाथ से किये जाने वाले अर्थात मेन्युअल स्पिन कोटर्स में आपका स्वागत है आज हम स्पिन कोटर्स स्पिन कोटिंग किस तरह की जाति है और उसके बाद सफाई अर्थात क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे हमारे पास बाउल सेट्स है जब हम बाउल सेट को बाहर निकालते हैं हमे साफ़ निट्रील दस्तानों के एक जोड़े की आवश्यकता होती है हमारे पास उपयोग किये जाने वाले रसायन करके हम हॉट प्लेट्स को ऑन कर लेना एक अच्छा विचार होगा तब हमे एक सेट पॉइंट को परिवर्तित कीजिये तो 99 डिग्रीज के लिए मै 99 डीग्रीस निश्चित करूंगा हमारे पास 2 अलग अलग हॉट प्लेट्स हैं हमारे पास एक प्लेट है जो कि 110 डिग्रीज तक जाती है और दूसरी 250 डिग्रीज तक जाती है जब हम बाउल सेट का उपयोग करते हैं तो हमेशा हम बाहर से निट्रिल दस्तानो का उपयोग करते हैं ढक्कन को हटाते हैं हम सैश पर तेज़ होता है

जब कभी भी आप चक्स तथा बाउल सेट को लेते हैं कृपया डब्बा ले और इसे वापस दराज में रख दे ताकि आपके पास स्थान हो प्रत्येक बार जब आप इसका उपयोग करे तो यह सुनिश्चित करे कि ढक्कन लगा है और आपके पास सैश के अंदर खुला हुआ डब्बा है अब हम प्रक्रिया करने जा रहे हैं तो मै स्पिन कोटर के विषय में बात करूँगा और किस प्रकार विधि को सेट करना है और शीघ्र प्रारंभ करना है जब हमे प्रक्रिया करने की आवशयकता होती है मै हमेश एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लेता हूँ इसे आपके रेसिस्ट पर रखता हूँ ग्लास की बोतल का उपयोग कभी भी ना करे क्योंकि आप उन्हें दूषित कर देंगे हम स्पिन कोटर जिसका उपयोग हमने अभी किया यहाँ आप स्पिन कोट करने का समय चुन सकते हैं उदाहरन के लिए 60 सेकंड्स आप गति को चुन सकते है जोकि आपको मोटाई देती है इस मामले में 4000 है और सामान्यतः एक्सलेरेशन ढूंढते हैं आप पिन का उपयोग भी कर सकते हैं

जब आप उपलब्ध स्लॉट पर क्लिक करते हैं तो आप इसे नाम भी दे सकते हैं चलिए इसे टेस्ट कहते हैं और अगर आप यहाँ संख्या पर क्लिक करते हैं और बदलते हैं तब आप वास्तविक मापदंडो को बदल सकते हैं इसीलिए यहाँ हम एक छोटे से प्रसार से शुरुआत करते हैं तो चलिए केवल रेसिस्ट को फ़ैलाने तथा एक मानक एक्सलेरेशन अगला चरण होगा अगर आप प्रक्रिया का प्रारंभ करता है तो यह चरण 1 से आपके द्वारा निश्चित किये गए चरणों की संख्या तक जाएगी यह आप पर निर्भर करता है कि आप रेसिपी करना चाहते हैं या क्विक स्टार्ट करना चाहते है ये दोनों ही आपको समान परिणाम देंगे जब हम प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले ढक्कन को खोलते हैं प्लास्टिक बोतल से कैसे डालते हैं मैं आपको दिखाऊंगा तो आपके पास उचित मार्किंग्स हैं तो इस कार्य के लिए सही चक का चुनाव करे दुबारा स्पिंडल और उसके लिए स्थान को ढूढे जब हम chip के साथ कार्य करते हैं तब हम सही आकार का चक लेते हैं chip को केंद्र में रखते हैं ढक्कन को बंद करते हैं और क्विक स्टार्ट की प्रक्रिया को आरम्भ करते हैं और वेक्यूम ठीक है यह जांचते हैं अगर चिप एक सीध में नही है तो हमारे पास रेसिस्ट है जिससे चिप को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन हो जाता है अतः यह महत्वपूर्ण है जब आप डिस्पोजेबल पिपेटस का उपयोग 20 सेकंड्स के लिए करने का सलाह दूंगा कभी भी बोतल को तथा इसके किनारों को ना छुए पिपेट मध्य में सतह के नीचे जाता है और आप आवश्यकतानुसार मात्रा के साथ प्रारम्भ करते हैं और मै हमेशा कि पूरी चिप भरने का सुझाव दूंगा पहले 2 या तीन बूंदों को बाउल सेट में जाने दे और जितना संभव हो पूरी चिप में जाने दे कभी कभी आपको यह कई बार बोतल में लेना पड़ता है यह सुनिश्चित करे तो कि आपके पास कुछ बूंदे हैं या शायद आधा मिलीमीटर बचा है ढक्कन को बंद करदे तथा प्रक्रिया को प्रारंभ करे जब स्पिन कोटिंग पूरी हो जाती है हम ढक्कन को खोलते हैं हमारे सैंपल को बाहर निकाले और इसे हॉट प्लेट पर रखे और टाइमर को प्रारंभ करे जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है और टाइमर में ले जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए जब तक यह ठंडा हो जाता है जब प्रक्रिया पूरी हो जाति है हमे साफ़ करने की आवशयकता है साफ़ फ्यूम हुड में सैश को खोले फ्यूम हुड को खोलना याद रखे जिससे कि आप अपने इनले सेट को अलग अलग करते समय सबसे पहले चक को सीधे खींचते हुए निकाले जब आप अपने बाउल सेट से फ्यूम हुड में परिवर्तन करते है तो उस समय आप एक टिश्यू के साथ तैयार रहे जिससे कि यह रास्ते में फैले नही हटाने से पहले अगर बाउल सेट में ज़्यादा रेसिस्ट है तो एक टिश्यू की सहायता से इसे पोंछ लेना एक अच्च्छा उपाय होगा ताकि हमारे पास ज़्यादा तरल रेसिस्ट ना हो यह हटाया गया सॉलिड सी वेस्ट ईच दस्ताने या पैरेट दस्ताने पहने बाउल सेट की आवशयकतानुसार पहले से ही डब्बा या पोल्स लेना एक अच्छा विचार है उदाहरन के लिए बाउल सेट या चक महत्वपूर्ण है और शायद इन्हें क्लीनिंग एजेंट से साफ़ करे इस मामले में यह एसीटोन आधारित है तो आप कौन सा क्लीनिंग एजेंट उपयोग कर रहे हैं बाउल सेट पर पढ़े और साल्वेंट ले इसे इस तरह नैपकिन हो जायेगा इसीलिए आपको थोड़े से समय में ही सफाई करना है नोजल के अंदरूनी भाग को सामने तथा पिछले की तरफ से साफ करना भी याद रखे जिससे कि रेसिस्ट के अवशेष ना बचे है जब आपका एक प्रकार का कार्य हो जाए तो तो बाउल सेट को सीधे डब्बे में रख दे और अगले के साथ जारी रखे कभी कभी रेसिस्ट बहुत अच्छी तरह से सतह से चिपक जाता है बस बहुत सा साल्वेंट दे जब आप चक्स को साफ़ करे तो आप इसके ऊपरी भाग इसके किनारे पिछले भाग आर इसके छिद्र को अच्छी तरह से साफ़ करे क्योंकि यदि रेसिस्ट यहाँ रह जाता है तो गोंद कि तरह कार्य करता है और तब हम चक को बाहर नही निकाल सकते जब हमने चक्स साफ़ कर लिए है हमे वास्तविक स्पिन कोटर में डाल दे जब आपका सफाई का कार्य समाप्त हो जाए आप अपना एप्रन भरना याद रखे तो आपने पहला विडियो देखा और अब मुझे दूसरा विडियो चलाने दे जो कि लौरेल डब्ल्यू एस 650 HZ स्पिन कोटर जिसकी संख्या 61002 है पहले वह विडियो देखते हैं और तब हम आगे जारी रखते हैं यह लौरेल डब्ल्यू एस 650 HZ स्पिन कोटर या इससे अधिक के वेक्यूम कि आवशयकता भी होता है सबसे पहले मै गतियों का प्रदर्शन करना चाहूँगा जिससे कि हम अपनी छोटी सी समय पट्टी है मैं यहाँ एक प्रोग्राम दिखाऊंगा प्रोग्राम 4 और पहले हम हम क्या करने जा रहे हैं हम पहले हम स्पिन कि गति में परिवर्तन करेंगे मान लीजिये यह हमने 4000 rpm कर दिया तब सबसे पहले हम वेक्यूम बनायेगे जो हमे यह बताता है कि हम तैयार है जन यह हो जायेगा आगे बढ़ने के लिये और दुसरे प्रोग्राम को चलाने के लिए या किसी अन्य प्रक्रिया के लिए आपको ढक्कन खोलना चाहिए यह दुसरे कार्य के लिए तैयार है परन्तु अब मै इसे दुगुना अर्थात मान लीजिये 8000 rpm करूंगा और पूरी प्रक्रिया को दोहराऊंगा ढक्कन को खोलो और यह समाप्त हो गया ढक्कन को नीचे कीजिये वेक्यूम पर्याप्त है और आपका नाइट्रोजन शुद्ध है हम 12000 rpm सबसे अधिकतम पर एक और स्पिन करेंगे और इसे करते रहेंगे अगले चरण में हम एक छोटे से वेफ़र को घुमायेंगे इसके पास एक छोटा सा उत्तम एडाप्टर के साथ ऊपर लगा सकते हैं सबसे पहले हम वेक्यूम बनायेंगे और इस छोटे वेफ़र को अधिकतम गति पर घुमाएंगे अब अगले भाग में मेरे पास यह वेफ़र के आकार कि तुलना में स्पिन कि गति का चार्ट है ज़ाहिर तौर पर जितना छोटा वेफ़र का टुकड़ा होगा उसे आप उतनी ही तेज़ी से घुमा सकते हैं और यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं सबसे पहले हम इस छोटे से टुकड़े को 12000 की गति पर घुमाते हैं और अब हम 100 मिलीमीटर वेफ़र को प्रस्तावित 6000 तक घुमाते हैं यह 150 तक है वेक्यूम उच्चतम है और हम गति को कम करके 6000 rpm तक कर देते हैं और यह हो गया है वेक्यूम को बंद कर देते हैं वेफ़र को हटा देते हैं अब वास्तव में स्पिन कोटर पूरे 200 मिलीमीटर या 8 इंच वेफ़र को स्पिन करने में सक्षम है परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह करने के लिए आपको टॉप को निकलना होगा क्योंकि इनके लिए पर्याप्त स्थान नही है वास्तव में यह 8 इंच वेफ़र को स्पिन करने में सक्षम है जबकि यहाँ पर इस विशेष यूनिट के लिए पूरे 5 इन्च गुना 5 इंच वर्ग सबस्ट्रेट को स्पिन करने कि योग्यता का होना मह्त्वपूर्ण है यहाँ मेरे पास कांच का एक टुकड़ा है जिसका क्रमशः मै केंद्र को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करूंगा और जबकि यह लगभग साढे सात इंच के आस पास है अगर आप ऊपरी भाग को देखे यह फिर भी आराम से स्प्लेश शील्ड के बीच मे आराम से फिट हो जाता है मै इसे घुमाने वाला हूँ चूंकि यह अधिकतम आकर जो कि प्रस्तावित 25 और 35 k rpm के सबसे निकट है मैं इसे 3500 पर स्पिन करने वाला हूँ सबसे पहले वेक्यूम बनाना है अब हमारे पास अत्यंत बहुमुखी अत्यन्त सघन हल्का कहीं भी फिट हो जाने वाला और उपयोग में आसान है ठीक है तो अब अब आपने स्पिन कोटिंग का विडिओ देखा अगला चरण एक्सपोज़र होगा तो आपका प्रतिबिंबित प्रकाश है इसीलिए लेंस मददगार है अगर हम विकसित होने के बारे में बात करना तो चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप डेवलपर होगा तो ये तीनो मामले अधूरा विकास तथा रेसिपी भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है पोसिटिव तथा नेगेटिव फोटोरेसिस्ट कमज़ोर है जब हम नेगेटिव फोटोरेसिस्ट के विषय में बात करते है तो बिना उजागर किया हुआ क्षेत्र अर्थात अनएक्सपोस्ड रीजन कमज़ोर है तो अगर आपको यह सूत्र अर्थात फ़ॉर्मूला या जिसे आप ट्रिक्स कहते हैं याद है तो यह बहुत आसान हो जाता है यह वास्तव में फ़ॉर्मूला तो नही है परन्तु याद रखने के लिए यह एक ट्रिक है